इसलिए जहां हमने उस एक को समाप्त किया तो यह समझ में आता है कि Vac V एंगल के बराबर है मेरा मतलब है कि आप Vca से 180 डिग्री विपरीत लेते हैं और यह Vac है यह एंगल 30 डिग्री होगा अभी मैंने दिखाया है यह एंगल 30 डिग्री होगा और यह लाइन से लाइन वोल्टेज है तो यह लाइन Vac होगी लाइन से लाइन वोल्टेज Van से माइनस 30 डिग्री से लेग कर रहा है ये सभी बातें ज्ञात हैं और लाइन ट्रांसपोज़्ड है जिसका अर्थ है चार्ज की चार्जड अभिव्यक्ति जटिल बन जाएगी तो अब समीकरण 5 लागू करें फिर से आपको समीकरण 5 पर वापस जाना होगा और लाइन वोल्टेज Vab के लिए अप्लाई करें तो Vab120 तो उपयोग करें मैं फिर से यह नहीं कह रहा हूं कि समीकरण 5 पहले से ही डिराइव्ड है बस आपको उसे लागू करना हैं बस आपको यह स्थिति दिखाई देती है बस आप इस कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं और आप लागू करते हैं तो यह होगा Vab120qa InDrqb Inrd qc InD2D V∟300 यह समीकरण 1 है क्योंकि VabV ∟300 है इसलिए हम लिख रहे हैं कि यह V∟300 के बराबर है अर्थात यह एक्स्प्रेशन V∟300 डिग्री के बराबर है यह समीकरण 1 है इसी प्रकार Vac क्योंकि हमें Vac की आवश्यकता है क्योंकि VabVac3 Van इसलिए Vac120qa In2Drqb InDD इसका मतलब है कि इन टर्म्स को एलिमिनेट कर दिया जाएगा क्योंकि यह कंडक्टर आपकी जबकि आप एक विचार कर रहे हैं जिसे आप Vac a से c कहते हैं तो यह बात आएगी कि qb In जब आप इस qb पर विचार करते हैं यह qb यह आपका कंडक्टर b है यह साइड D है तो यह साइड भी D है इस कारण यह qb InDD आएगा कि इसका अर्थ है In 1 यह टर्म्स समाप्त हो जाएगी यह 0 है यह 0 होगा इसलिए मैं कहीं भी इस एक्स्प्रेशन में व्यक्त नहीं करूंगा यह 0 है लेकिन हम इसे ले लेंगे क्योंकि यह 0 है और तदनुसार हम प्लस qc Inr2D का मूल्यांकन करेंगे कि यह V∟ 300 डिग्री के बराबर है जहां VacV ∟ 300 डिग्री है इसका मतलब है VacV ∟ 300 डिग्री है अभी हमने चर्चा की है तो यह समीकरण 2 है अब qaqbqc0 है क्योंकि यह एक बेलेन्स सिस्टम है इसलिए qb qaqc यह समीकरण 3 है तो समीकरण 1 और 3 से इसका मतलब है कि समीकरण 1 और समीकरण 3 से इसका मतलब है कि qb ब्रैकेट मे qaqc के बराबर है आप यहां सब्स्टीट्यूट करते हैं आप उस qb qaqc को सब्स्टीट्यूट करते हैं और सरल करते हैं यदि आप ऐसा करते हैं तो आप 2qa InDrqc InD2r 20V∟ 300 डिग्री प्राप्त करेंगे यह 20 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो 20V∟ 300 डिग्री यह समीकरण 4 है इसी तरह अगले को हल करने का मतलब है कि यह एक्स्प्रेशन वास्तव में qa और qc के टर्म्स में है यह एक्स्प्रेशन यह समीकरण 2 भी qa और qc का एक फ़ंक्शन है क्योंकि यह टर्म शून्य है यह टर्म शून्य है इसका मतलब है कि आप समीकरण 2 और समीकरण 4 को हल करते हैं इसलिए यदि आप समीकरण 2 और समीकरण 4 को हल करते हैं तो हमारी रुचि केवल qa है इसी तरह आप qc के लिए भी हल कर सकते हैं लेकिन हमारी रुचि चार्ज को जानने के लिए है यह वास्तव में कूलम्ब है कूलम्ब प्रति मीटर तो यह अगर आप qa के लिए हल करते हैं तो यह होगा यह आपका होगा qa 20 InrD∟300 InD2r ∟ 3002InDrInrD In2Dr Inr2D यह कूलम्ब प्रति मीटर है तो इसका मतलब यह है कि यह एक्स्प्रेशन जटिल है क्योंकि आपके पास एंगल 30 डिग्री यहाँ है एंगल माइनस 30 डिग्री यहाँ है क्योंकि लाइन अन ट्रांसपोज़्ड है तो फेस a का चार्जिंग करेंट Ia ωqa∟900 है तो इसका मतलब है कि 20 qa∟ 900 डिग्री क्योंकि करंट आपके फेज a का चार्जिंग करेंट है इसीलिए मैं लिख रहा हूं कि यह फेज a का चार्जिंग करेंट है इसलिए Ia के बजाय मैं चार्जिंग करेंट Ica कह सकता हूं फेस a का चार्जिंग करेंट qa∟900 डिग्री वास्तव में q सामान्य तौर पर CV के बराबर है तो इसका मतलब है कि आप अपने सीधे तौर पर लिख सकते हैं कि qa∟900 डिग्री चार्जिंग करंट लिडिंग है और यह एक्सप्रेशन qa यदि आप इसे यहाँ नहीं कर रहे हैं जो कि आपके चार्जिंग करंट एम्पीयर की एक्स्प्रेशन है तो इसका मतलब है तो क्या होगा यदि लाइन अनट्रांसपोस हो गई है तो वास्तव में कूलम्ब प्रति मीटर चार्ज एक कॉम्प्लेक्स क्वान्टिटी है तो यह आपका वह एक्स्प्रेशन हैं इसलिए बहुत मुश्किल नहीं है बस आपको थोड़ा सा समझना होगा और इन सभी चीजों को हमने समझाने की कोशिश की है तो एक और उदाहरण तो आपको सिंगल फेस लाइन का लाइन से लाइन कैपेसिटेंस निर्धारित करना है जिसमें कंडक्टर की निम्न व्यवस्था होती है एक सर्किट में 02 सेंटीमीटर व्यास के 3 तार हैं और दूसरे सर्किट में 04 सेंटीमीटर व्यास के 2 तार हैं इस उदाहरण के बाद हम कैपेसिटेन्स को रोक देंगे तो यह कैपेसिटेन्स के लिए अंतिम उदाहरण है तो यह इंडक्टेंस केस के लिए है जिसे हमने इस कंपोजिट कंडक्टर X में हल किया है तीन कंडक्टर यहां हैं और यहां m बराबर है 3 के और यहां n 2 2 कंडक्टर हैं इसलिए पहले आप Deq का पता लगाएं जो सभी आपसी दूरी है तो 3 कंडक्टर 2 यहाँ 3 गुणित 2 mn 6 के बराबर है मैंने यहाँ की शक्ति 1mn लिखा है तो DaaDabDba DbbDcaDcb तो इन सभी दूरियों के बारे में यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है सभी 4 मीटर 4 मीटर दिया गया है यह 6 मीटर यह 4 मीटर दिया गया है अन्य सभी दूरियों को आप आसानी से गणना कर सकते हैं जो मैंने सीधे लिखा है लेकिन यह आप आसानी से बना सकते हैं ठीक है तो यह 671171161071116 है यह 7162 मीटर आएगा इसी प्रकार rx समूह x को करें सभी त्रिज्या आपके व्यास समान 02 इस एक इस एक इस एक के लिए है तो त्रिज्या 022 जो की 0001 मीटर होगा इसी तरह यहां भी यह समूह त्रिज्या व्यास 04 सेंटीमीटर है तो ry 042 के बराबर है अर्थात 02 सेंटीमीटर के बराबर है 0002 मीटर इसलिए इस समूह के लिए इस समूह के लिए सेल्फ GMD 1 को स्वयं खोजें इसलिए Dsx DaaDabDacDba DbbDbcDca DcbDccDaaDbb और Dcc वास्तव में rx के बराबर है और सभी 9 संभावनाए 33 तो की शक्ति 19 तो आप आसानी से अपने Dsx को केलक्युलेट कर सकते हैं तो यह 0001 की शक्ति 3 गुणित 04 की शक्ति 4 गुणित 8 का वर्ग पूरे की शक्ति 19 तो यह 0294 मीटर है इसी तरह Dsy आपके बराबर है DaaDab12 के जो 00894 मीटर आता है तो अब समीकरण 7 को फिर से लागू करें जो कुछ भी निकाला गया है और Cxy 0 In फेराड प्रति मीटर तो इन सभी मानों को Deq DsxDsy के लिए सब्स्टीट्यूट करें आपको Cxy000734 माइक्रोफेराड प्रति किलोमीटर मिलेगा तो इस के साथ ट्रांसमिशन लाइन की कैपेसिटेंस कलक्युलेशन अब खत्म हो गई है लेकिन जब हम ट्रांसमिशन लाइन 3 फेस ट्रांसमिशन लाइन की केरेक्टरीस्टिक या परफ़ोर्मेंस पर आएंगे उस समय हम फिर से इस चार्जिंग कैपेसिटेंस को देखेंगे और यह इफैक्ट है इसलिए यह कैपेसिटेन्स यहां खत्म होता है अगला एक पावर सिस्टम होगा आपका प्रति यूनिट सिस्टम शुरू होगा तो पावर सिस्टम कंपोनेंट और प्रति यूनिट सिस्टम इसलिए यहां आम तौर पर आपने देखा है जब आप पावर सिस्टम नेटवर्क के लिए आरेख खींच रहे हैं इसलिए पावर सिस्टम कंपोनेंट और प्रति यूनिट सिस्टम जो मूल रूप से हम सिंगल लाइन डायग्राम को बना रहे हैं हालांकि यह एक 3 फेस सिस्टम है क्योंकि 3 फेस आपके 3 फेस सिस्टम मूल रूप से एक बेलेंस्ड सिस्टम है और इसीलिए इसे आपकी सिंगल लाइन आरेख द्वारा दर्शाया जा सकता है और एक और बात यह है कि लेकिन अगर सिस्टम अनबेलेंस्ड है तो आपको कंडक्टरों के बीच और साथ ही कंडक्टर और आपके न्यूट्रल के बीच म्यूचुअल कपलिंग पर विचार करना होगा मेरा मतलब है कि मैं इसे इस तरह से बनाऊंगा कि फेस के बीच में आपको सभी म्युचुअल फेस कंडक्टरों के साथ साथ फेस से न्यूट्रल कंडक्टरों के लिए आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस पर विचार करना होगा यदि सिस्टम अनबेलेंस्ड है विशेष रूप से ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो प्रत्येक फेस में लगभग समान पावर ले जा रहा है यह एक बेलेंस्ड सिस्टम है यह वोल्टेज भी बेलेंस्ड है लेकिन जब आप डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम में आते हैं तो हमारे देश में 11 KV सिस्टम डिस्ट्रिब्यूशन ज्यादातर यह 11 KV सिस्टम है तो आपकी डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम इस मामले में क्योंकी आपके प्रत्येक लोड बेलेंस्ड नहीं है कुछ मामलों में यह अनबेलेंस्ड है और उस स्थिति में आपको विचार करना होगा जिसे आप कहते हैं उस स्थिति में आपकी म्यूचुअल इंडक्टेंस को सिंगल लाइन डाइग्राम द्वारा दर्शाया नहीं जा सकता है आपको सभी 3 फेस पर विचार करना होगा इसलिए पॉवर सिस्टम कॉम्पोनेंट ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए इस चीज़ के लिए सिंगल लाइन डायग्राम पर जाएगा हम बाद में आएंगे तो पावर सिस्टम का एक कॉम्प्लेक्स सर्किट डाइग्राम यही कारण है कि मैंने सभी 3 फेस के लिए कुछ लिखा है यह बहुत कॉम्प्लेक्स है क्योंकि आपके पास a b c 3 फेस और विभिन्न कॉम्पोनेंट हैं जैसे कि सिंक्रोनस जनरेटर फिर ट्रांसफार्मर सर्किट ब्रेकर और अगर कई अन्य डिवाइस जैसे शंट कैपेसिटर रिएक्टर या फ़ेक्ट्स डिवाइसेस और फिर उसके बाद आपकी सभी अन्य चीजें आपके सभी कॉम्पोनेंट जो आप कहते हैं अगर आप इसे एक साथ रखते हैं तो यह बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है इसलिए किसी पावर सिस्टम को सिंबल्स के द्वारा सरल करके रिप्रेसेंट करना यह बहुत अधिक व्यावहारिक होगा प्रत्येक कॉम्पोनेंट के लिए परिणाम सिंगल लाइन डायग्राम के रूप मे आता है इसलिए यही कारण है कि पावर सिस्टम इंजीनियरों ने प्रति यूनिट सिस्टम तैयार किया है जैसे कि विभिन्न भौतिक मात्राएं जैसे कि करेंट वोल्टेज पावर और इम्पीडेंस व्यक्त की जाती है दशमलव अंश या आधार मात्रा के कई रूप में तो इस सिस्टम में विभिन्न वोल्टेज लेवल गायब हो जाते हैं जब आप प्रति यूनिट सिस्टम के लिए जाते हैं तो आप पाएंगे कि यह सभी क्वान्टिटी है इसलिए आपको एक आयामहीन क्वान्टिटी दी जाएगी तो वोल्टेज लेवल गायब हो जाएगा और यह पावर नेटवर्क होगा जो सिंक्रोनस जनरेटर ट्रांसफार्मर और लाइन से सरल इम्पीडेंस मे बदल देगा तो यह पावर यूनिट सिस्टम का प्रमुख लाभ है एक बार जब आप पावर यूनिट सिस्टम में सब कुछ ट्रान्स्फ़ोर्म कर देते हैं तो चीजें आसान हो जाएंगी लेकिन इससे पहले आपको वास्तव में समझना होगा कि प्रति यूनिट सिस्टम को एक बेस से दूसरे में कैसे बदलना है तो कभी कभी छात्र प्रति यूनिट सिस्टम कन्वर्शन के लिए कुछ मूर्खतापूर्ण गलतियाँ करते हैं तो हम देखते हैं कि हम इसे कैसे बना सकते हैं पहली बात तो यह है कि हम इस को शुरू करें एक बेलेंस्ड 3 फेस सिस्टम का सिंगल फेस रिप्रेसेंटेशन है स मान लीजिए कि मेरा मतलब है कि उदाहरण के लिए मान लीजिए कि यह 3 फेस सप्लाय सिस्टम था तो सिम्पल बात है इसलिए यह कहा जाता है कि उदाहरण के लिए यह आपका सिंक्रोनस जनरेटर है इसलिए यह फेस a यह आपका फेस b और यह फेस c वोल्टेज है और इम्पीडेंस Zg दी गई है Zg का मतलब है जनरेटर का इम्पीडेंस हम सिंक्रोनस जनरेटर कहते हैं और यह 3 फेस लोड स्टार कनेक्टेड है और यह एक की इसका इम्पीडेंस ZL ZL ZL जो की बेलेंस्ड सिस्टम है तो यह न्यूट्रल से न्यूट्रल जुड़ा है लेकिन जैसा कि यह एक बेलेंस्ड सिस्टम है इसलिए कोई भी करेंट न्यूट्रल के माध्यम से नहीं बह रहा है इसलिए यहां Zn के प्रति इस न्यूट्रल इम्पीडेंस का कोई प्रभाव नहीं होगा जब तक यह बेलेंस्ड सिस्टम है लेकिन वास्तव में कुछ भी पूरी तरह से आदर्श नहीं है इसलिए यह पूरी तरह से बेलेंस नहीं बना सकता है लेकिन यह है इसका मतलब है इस मामले में यह इस मामले में एक बेलेंस्ड 3 फेस है बजाय यह एक बेलेंस्ड है और सभी के सभी सभी फेस सभी फेस के फेस a फेस b और फेस c बराबर पावर ले जाते है मतलब कि समान करेंट तो इसका मतलब है कि प्रत्येक 3 फेस पर विचार करने के बजाय हम केवल एक फेस पर विचार कर सकते हैं इसीलिए केवल फेस तैयार किया गया है क्योंकि न्यूट्रल किसी भी करेंट को नहीं ले जा रहा है In0 इसलिए Zn का कोई प्रभाव नहीं है तो उस स्थिति में आपका Z यह Ea जो फेस a का वोल्टेज है यह Zg वहाँ है यह एक हो जाएगा और यह ZL है और अंततः आप जो कहते है आपके फेस a का एक्स्प्रेशन फेस a का इक्वीवेलेंट सर्किट डाइग्राम है तो इसका मतलब है कि 3 फेस के बजाय हम आपके सिंगल फेस सर्किट द्वारा इसको रीप्रेसेंट कर सकते हैं यदि आप इस समीकरण में KVL लागू करते हैं तो यह बराबर है यह मूल रूप से आपका Zg ZLIaEa है जिसका अर्थ है EaZg Ia Zg ZLIa तो यह फिगर 1 के बेलेंस्ड 3 फेस नेटवर्क का सिंगल फेस रीप्रेसेंटेशन है इसका मतलब है यह सर्किट थ्योरी से 3 फेस सर्किट विश्लेषण भी है आपने इस तरह के डाइग्राम का अध्ययन किया है इसका मतलब है कि यह आपका फिगर 1 है मैंने सब कुछ समझाया है तो फिगर 1 इसका मतलब है कि यह फिगर यह फिगर 1 है और यह फिगर 2 है इसका मतलब है कि फिगर 1 एक साधारण बेलेंस्ड 3 फेस नेटवर्क दिखाता है क्योंकि नेटवर्क बेलेंस्ड है न्यूट्रल इम्पीडेंस मैंने जो आपको बताया था Zn नेटवर्क के व्यवहार को प्रभावित नहीं करता है इसलिए रिफ्रेन्स फेस a के लिए यह फिगर 2 है जिसे हम EaZg ZLIa समीकरण 1 लिख सकते हैं तो यह एक नया विषय है तो फिर से समीकरण 1 और फिगर 2 से शुरू करते है जिसका अर्थ है यह सिंगल फेस इक्वीवेलेंट देता है तो फिगर 2 फिगर 1 के बेलेंस्ड 3 फेस नेटवर्क के सिंगल फेस इक्वीवेलेंट के बराबर है क्योंकि सिस्टम अच्छी तरह से बेलेंस्ड है वोल्टेज और सिस्टम बेलेंस्ड है अर्थात अन्य फेस में वोल्टेज और करेंट के समान मेग्नीट्यूड है लेकिन फेज शिफ्टिंग 120 डिग्री होगी हमारे पास जैसा कि आप जानते हैं यदि आप एक को रिफ्रेन्स लेते हैं तो दूसरा 120 माइनस 120 और माइनस 140 240 होगा जिस तरह से आप चाहते हैं लेकिन मेग्नीट्यूड एक ही रहेगा केवल फेस अंतर अलग होगा एक ट्रांसफार्मर के लिए अब हम ट्रांसफार्मर के लिए आएंगे यह बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ बहुत सी बातें आपको समझनी होंगी जहाँ तक आपकी चीज़ों का ज्ञान है मूल रूप से चीजों को बहुत सरल बनाया गया है कि आपका 3 फेस ट्रांसफार्मर 3 फेस पावर 3 फेस यूनिट के उपयोग से रूपांतरित होता है विशेष रूप से हाइ वोल्टेज अतिरिक्त हाइ वोल्टेज सिस्टम के लिए ट्रांसफार्मर की रेटिंग बहुत अधिक है उस स्थिति में यदि आप 3 फेस ट्रांसफार्मर को डिजाइन करने का प्रयास करते हैं तो यह वास्तव में एक विशाल आयतन है और इन्सुलेशन समस्या भी है यही कारण है कि वे क्या करते हैं वे 3 फेस क्षमा करें 3 सिंगल फेस ट्रांसफार्मर लेते है और इसके बाद वे 3 फेस में जोड़ते है लाभ प्रमुख लाभ यह है कि पहली बात यह है कि इन्सुलेशन क्लीयरेंस है दूसरी बात यह है कि आपके परिवहन मान लें कि यदि आप एक सिंगल यूनिट में 3 फेस ट्रांसफार्मर के रूप में डिजाइन करते हैं तो यह आयतन भारी होगी जो इसे ले जाने के लिए बहुत मुश्किल है इसे शिपिंग समस्या या परिवहन समस्या कहते है यही कारण है कि बड़े पावर ट्रांसफार्मर के लिए वे 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लेते हैं और वे इसे 3 सिंगल फेस से 3 फेस में जोड़ते हैं जैसे कि यह 3 फेस होना चाहिए ऐसे कनेक्शन का एक और फायदा यह है कि मान लीजिए अगर आप एक यूनिट लेते हैं क्योंकि 3 सिंगल फेस हैं तो वे इसे 3 फेस के रूप में बना रहे हैं यदि एक यूनिट रिपेर के लिए जाती है लेकिन तब भी अन्य 2 फेस आपके काम कर सकते हैं लेकिन रेटिंग लेकिन इसे डिरेटेड करना होगा और रेटिंग लगभग 577 होगी जो कि 1√3 है जो कि 588 है मेशिंग कोर्स के लिए वे चीजें यहां नहीं हैं लेकिन इसे V कनेक्शन कहा जाता है लेकिन इस मामले में आम तौर पर ट्रांसफार्मर आपके पास स्टार या डेल्टा होता है तो 4 कॉम्बिनेशन यहाँ होंगे स्टार स्टार यह स्टार स्टार है यह कन्वेंशन मैंने अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन से लिया है लेकिन किसी भी तरह से आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं लेकिन उसके अनुसार आपको पालन करना होगा यह स्टार स्टार कनेक्शन है स्टार आप डेल्टा डेल्टा केस जानते है आप लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज को जानते हैं समान जबकि स्टार केस में लाइन वोल्टेज फेस वोल्टेज का √3 गुना है और स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार तो कुल मिलाकर 4 ऐसे कॉम्बिनेशन हैं और ये सभी 4 कॉम्बिनेशन आपके हैं आपको ज्यादातर इन 2 का उपयोग करना होगा और अन्य 2 यह क्यों नहीं आएगा तो यह स्केमेटिक डाइग्राम है बाद में हम देखते हैं कि प्रत्येक वाइंडिंग जो वाइंडिंग है और टर्न्स और दूसरी चीज पर हम बाद में आएंगे लेकिन यह स्टार स्टार डेल्टा डेल्टा स्टार डेल्टा डेल्टा स्टार ये 4 कॉम्बिनेशन हैं ट्रांसफार्मर के लिए अब 3 फेस पावर आपके द्वारा बताए गए 3 फेस यूनिट के उपयोग से बदल जाती है हालांकि बड़ी अतिरिक्त हाइ वोल्टेज यूनिट इन्सुलेशन क्लियरेंस और शिपिंग सीमाओं को 3 फेस व्यवस्था में जुड़े 3 सिंगल फेस ट्रांसफार्मर के बैंक की आवश्यकता हो सकती है जिसका मतलब है 3 सिंगल फेस ट्रांसफार्मर 3 फेस में जुड़ा होगा जैसे कि परिवहन समस्या है मान लीजिए कि परिवहन आसान हो जाएगा मान लीजिए कि निर्माता इन तीनों का निर्माण करता है और आप कुछ हजार किलोमीटर के किसी अन्य स्थान पर ले जा रहे हैं इसलिए यदि ट्रांसफार्मर 3 फेस के लिए एक साथ बनाया गया है तो एक यूनिट को ले जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वॉल्यूम बहुत बड़ा होगा लेकिन यदि आप सिंगल फेस बनाते हैं और इसे कनेक्ट करें तो परिवहन सरल है तो प्राइमरी और सेकंडरी वाइंडिंग को स्टार या डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में जोड़ा जा सकता है इस का परिणाम 4 संभावित कॉम्बिनेशन के कनेक्शन है जो मैंने आपको दिखाया स्टार स्टार डेल्टा डेल्टा स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार जैसा कि आपके चित्र 3 द्वारा दिखाया गया है इसका मतलब है कि यह एक मैंने आपको इन सभी कॉम्बिनेशन्स को दिखाया है अब स्टार स्टार यह वास्तव में डिक्रिस्ड इन्सुलेशन के फायदे प्रदान करता है और आपकी इन्सुलेशन कॉस्ट और ग्राउंडिंग उद्देश्यों के लिए न्यूट्रल की उपलब्धता इसकी डिक्रिस्ड इन्सुलेशन कॉस्ट के लिए इसका मतलब है कि स्टार स्टार के लिए कि आपका A से n B से n या C से n यह है कि आपके प्रत्येक वाइंडिंग जब आप यह डिज़ाइन करते हैं तो इस फेस वोल्टेज को वाइंडिंग पर इम्प्रेस्ड किया जाता है लाइन से लाइन वोल्टेज नहीं यह लाइन से न्यूट्रल वोल्टेज है यही कारण है कि इन्सुलेशन कॉस्ट कम होगी इसलिए और स्टार कनेक्शन के लिए ग्राउंडिंग सुविधा यह है हालाँकि क्योंकि आपकी समस्या तीसरे हार्मोनिक्स और अनबेलेंस्ड ऑपरेशन के साथ जुडी हुई है यह कनेक्शन शायद ही कभी उपयोग किया जाता है लेकिन स्टार स्टार कनेक्शन के लिए तीसरे हार्मोनिक करेंट सर्क्युलेशन के लिए कोई रास्ता नहीं है और यह एक अनबेलेंस्ड ऑपरेशन के लिए है तो उस मामले में यही कारण है कि इस स्टार स्टार कनेक्शन का उपयोग शायद ही कभी किया जाता है तो इसे बनाने की लिए इसका मतलब यह है कि स्टार स्टार कनेक्शन वहाँ होगा लेकिन आपके हाइ वोल्टेज आपके ट्रांसमिशन सिस्टम के रूप में उपयोग में बहुत अधिक नहीं है अब हालांकि हम अध्ययन नहीं करेंगे लेकिन हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करने के उद्देश्य को समझने के लिये वाइंडिंग के तीसरे सेट को जिसे टर्शियरी वाइंडिंग कहते है जो डेल्टा मे जुड़ा हुआ है आमतौर पर तीसरे हार्मोनिक करेंट के लिए एक पथ प्रदान करने के लिए कोर पर फिट किया जाता है जिसका अर्थ है की आपके तृतीयक वाइंडिंग्स को तीसरा वाइंडिंग का सेट कहा जाता है और जो डेल्टा मे जुड़ा होगा वह आम तौर पर तीसरे हार्मोनिक करेंट के लिए मार्ग प्रदान करने के लिए कोर पर लगाया जाता है इसे 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के रूप में जाना जाता है लेकिन यद्यपि हम यहां 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का अध्ययन नहीं करेंगे लेकिन प्रयोगशाला में आप में से कई ने इन 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर पर प्रयोग किए होंगे तो टर्शियरी वाइंडिंग यह रिएक्टिव पावर कम्पेन्सेशन के लिए इसे या तो आपके स्विच किए गए रिएक्टरों या कैपेसिटर के साथ लोड किया जा सकता है हालाँकि हम यहाँ अध्ययन नहीं करेंगे लेकिन यह टर्शियरी वाइंडिंग आपके संस्थान में या आपके इंजीनियरिंग कॉलेजों के कई कॉलेजों में प्रयोगशालाओ मे 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर मे यहीं होती हैं शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट टेस्ट का उपयोग करके 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के पेरामीटर्स का निर्धारण करने के लिए विशेष रूप से शॉर्ट सर्किट तो अब डेल्टा डेल्टा पर आते हैं डेल्टा डेल्टा वास्तव में डेल्टा डेल्टा के लिए कोई न्यूट्रल कनेक्शन प्रदान नहीं करता है कोई न्यूट्रल कनेक्शन नहीं है और प्रत्येक ट्रांसफार्मर को पूरी लाइन से लाइन वोल्टेज का सामना करना पड़ता है क्योंकि प्रत्येक फेस के लिए डेल्टा कनेक्शन के लिए वाइंडिंग है यह फेस में पूर्ण वोल्टेज होगा क्योंकि डेल्टा लाइन और फेस वोल्टेज वे समान लाइन से लाइन और फेस वोल्टेज समान हैं तो पूर्ण वोल्टेज आपके लिए लाइन से लाइन वोल्टेज का सामना करने के लिए होगा इसलिए डेल्टा कनेक्शन हालांकि तीसरे हार्मोनिक करेंट के लिए एक पथ प्रदान करता है क्योंकि यह डेल्टा कनेक्शन है तो यह तीसरे हार्मोनिक करेंट के लिए एक मार्ग प्रदान करता है यह इस कनेक्शन का लाभ है कि एक ट्रांसफार्मर अगर यदि आप इसे रिपेर के लिए ले जा सकता है फिर भी आपके अन्य 2 मेरा मतलब है कि अगर डेल्टा डेल्टा अगर डेल्टा डेल्टा में यदि एक वाइंडिंग क्योंकि 3 सिंगल यूनिट जिसे हम इसे जोड़ रहे हैं तो यह एक सिंगल 3 फेस यूनिट नहीं है 3 सिंगल फेस यूनिट है जिसे हम 3 फेस के रूप में जोड़ रहे हैं तो यदि एक यूनिट बाहर ली जा रही है अगर कोई इसे निकाल रहा है तो यह V कनेक्शन या ओपन डेल्टा कनेक्शन कहा जाएगा उस स्थिति में यह अभी भी रेटिंग इसे डिरेटेड होना बाकी है लेकिन अभी भी यह 577 है मूल बैंक का लगभग 58 यह आपूर्ति कर सकता है 3 फेस पावर कम से कम इसकी रेटेड वैल्यू का 58 किया गया है और इसे V कनेक्शन या ओपन डेल्टा कनेक्शन के रूप में जाना जाता है लेकिन सबसे कॉमन कनेक्शन स्टार डेल्टा या डेल्टा स्टार है लेकिन अनबेलेंस्ड लोड के संबंध में यह कनेक्शन अधिक स्थिर है और यदि हाइ वोल्टेज पर Y कनेक्शन का उपयोग किया जाता है तो इन्सुलेशन कॉस्ट कम हो जाती है यह मूल रूप से स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर या डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर के लिए स्टार साइड मूल रूप से हाइ वोल्टेज के लिए उपयोग मूल रूप से यह साइड हाइ वोल्टेज साइड होगा इसका मतलब है कि जब आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग कर रहे हैं तो प्राइमरी साइड हाइ वोल्टेज होना चाहिए और यह तरफ लो वोल्टेज होना चाहिए और हम स्टेप अप के लिए जाएंगे तो यह साइड लो वोल्टेज होनी चाहिए यह साइड हाई वोल्टेज होनी चाहिए इसलिए मुझे आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे इसलिए स्टार डेल्टा या डेल्टा स्टार बहुत कॉमन है क्योंकि डेल्टा साइड आपके हाइ वोल्टेज साइड के तहत रखा जाता है क्योंकि प्रत्येक फेस में वोल्टेज जो वास्तव में फेस वोल्टेज होगा का उपयोग किया जाएगा इसलिए इन्सुलेशन कॉस्ट कम होगी तो और सपोज़ यह 220132 KV के लिए स्टेप डाउन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है तो यह साइड वास्तव में यह हाइ वोल्टेज साइड होना चाहिए और यह लो वोल्टेज साइड होना चाहिए इसलिए यदि आप इस साइड को स्टेप अप करते है उदाहरण के लिए मान लेते हैं तो उदाहरण के लिए 33 से 220 KV तो यह साइड लो वोल्टेज साइड होगी यह साइड हाई वोल्टेज साइड होनी चाहिए तो स्टार डेल्टा या डेल्टा स्टार स्टार साइड हमेशा हाई वोल्टेज साइड में होना चाहिए और डेल्टा हमेशा लो वोल्टेज साइड होना चाहिए मुझे उम्मीद है कि यह हिस्सा आप समझ गए होंगे तो इसलिए स्टार डेल्टा कनेक्शन का उपयोग आमतौर पर स्टेप डाउन में किया जाता है अभी मैंने हाइ वोल्टेज से लोअर वोल्टेज मे बताया है अभी अभी मैंने सब कुछ बताया है कि हाई वोल्टेज साइड पर न्यूट्रल पॉइंट को ग्राउंड किया जा सकता है ज्यादातर मामलों में ये उपलब्ध हैं यहां इसे स्टार के लिए नहीं दिखाया गया है स्टार साइड न्यूट्रल पॉइंट को ग्राउंड किया जाएगा इस साइड को भी ग्राउंड किया जाएगा हालांकि मैंने इसे यहां नहीं दिखाया है लेकिन बाद में हम इसे दिखाएंगे इसलिए न्यूट्रल को ग्राउंड बनाया जाएगा और जब हम फ़ाल्ट का अध्ययन करेंगे उस समय हम इस सब के बारे में देखेंगे इसलिए स्टार के न्यूट्रल साइड को यहां ग्राउंड पर रखा जाना चाहिए यह भी ग्राउंड होना चाहिए ज्यादातर मामलों में यह समान बात डिसाइरेबल है डेल्टा स्टार के लिए समान बात मैंने सब कुछ बताया है डेल्टा स्टार के लिए यह कनेक्शन आमतौर पर एक हाइ वोल्टेज तक स्टेप उप करने के लिए उपयोग किया जाता है यह भी मैंने आपको बताया है तो इसका मतलब है कि स्टार डेल्टा या डेल्टा स्टार स्टार साइड हमेशा हाइ वोल्टेज की तरफ होना चाहिए यदि आप स्टार डेल्टा कनेक्शन के साथ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के लिए जाते हैं यदि आप पावर ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए जाते हैं तो यह डेल्टा स्टार होगा तो एक 3 फेस ट्रांसफार्मर के लिए प्रति फेस मॉडल अब हमें प्रति फेस मॉडल देखना है यहां आपको बहुत कुछ समझना होगा तो स्टार स्टार या डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में हाइ वोल्टेज और लो वोल्टेज साइड पर वोल्टेज के अनुपात को उसी तरह से जोड़ा जाता है जैसे कि हाइ वोल्टेज और लो वोल्टेज साइड पर फेस वोल्टेज का अनुपात यदि आप लेते हैं तो यह बहुत सरल है यदि आप स्टार स्टार या डेल्टा डेल्टा कनेक्शन लेते हैं तो आप खुद से ड्रा कर सकते हैं तो हाइ वोल्टेज और लो वोल्टेज साइड पर लाइन वोल्टेज का अनुपात समान है क्योंकि हाइ वोल्टेज और लो वोल्टेज साइड पर फेस वोल्टेज के अनुपात के समान हैं क्योंकि स्टार स्टार में हाइ वोल्टेज और लो वोल्टेज में वोल्टेज का अनुपात क्योंकि स्टार स्टार के केस मे आपका लाइन वोल्टेज वह फेस वोल्टेज के √3 गुना के बराबर है और डेल्टा डेल्टा केस मे लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज दोनों समान हैं तो यही कारण है कि HV और LV साइड पर फेस वोल्टेज का अनुपात समान हैं आप इसे कर सकते हैं क्योंकि आपने अध्ययन किया है मशीन इलैक्ट्रिकल मशीन इसके अलावा हाइ वोल्टेज और लो वोल्टेज साइड पर संबंधित लाइन वोल्टेज के बीच कोई फेस शिफ्ट नहीं है स्टार स्टार कनेक्शन और डेल्टा डेल्टा कनेक्शन के लिए हाइ वोल्टेज साइड और लो वोल्टेज साइड पर संबंधित लाइन वोल्टेज के बीच कोई फेस शिफ्ट नहीं है देखो मैं किसी भी प्राइमरी और सेकंडरी का उपयोग नहीं कर रहा हूं मैं केवल हाइ वोल्टेज और लो वोल्टेज के बारे में बात कर रहा हूं इसलिए स्टार स्टार या डेल्टा डेल्टा के लिए कोई फेस शिफ्ट नहीं है हाइ वोल्टेज साइड और लो वोल्टेज साइड पर इसी लाइन वोल्टेज के बीच हालांकि स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार कनेक्शन में परिणामस्वरूप 30 डिग्री की फेस शिफ्ट होगी जिसका मतलब है कि स्टार डेल्टा या डेल्टा स्टार उनके कनेक्शन के परिणाम स्वरूप प्राइमरी और सेकंडरी लाइन से लाइन वोल्टेज के बीच 30 डिग्री की फेस शिफ्ट में होगा अब मैं प्राइमरी और सेकंडरी लाइन से लाइन के बीच आ रहा हूं ताकि आप जिसे वोल्टेज कहते हैं उसे कर सकें प्राइमरी और सेकंडरी लाइन लाइन से लाइन वोल्टेज के बीच उदाहरण के लिए आप स्टार डेल्टा कनेक्शन को लेते हैं फिगर 3 के स्टार डेल्टा स्केमेटिक डाइग्राम पर विचार करें जिसका अर्थ है यह डाइग्राम जो अभी हमने देखा इस डाइग्राम को इस एक को स्टार डेल्टा के रूप में जाना जाता है तो इस मामले में आपका यह साइड स्टार साइड वास्तव में केपिटल A B C और डेल्टा साइड स्माल a b c है डेल्टा लाइन और फेस वोल्टेज समान है इसलिए यदि आप फेसर ड्रा करते हैं तो यह डेल्टा साइड है Vab Vbc Vca 120 डिग्री अलग नहीं दिखाया गया है लेकिन आप जानते हैं कि यह बेलेन्स 120 डिग्री से है और स्टार साइड की ओर इस VAn को रिफ्रेन्स के रूप में लिया जाता है तो यह मेरा VAn है फिर VBn यह VCn सभी 120 डिग्री अलग है तो यह VBn है इसलिए VBn 180 डिग्री लें तो ठीक इसके विपरीत तो यह VnB है इसका मतलब है यह मेरा VnB है इसका मतलब है V यह है तो आप इसे पूरा करते हैं यह VAB है तो VAB VAB VAn VnB है तो यह मेरा VAB है जिसका अर्थ है यह एंगल 30 डिग्री है इसका मतलब यह है कि यह VAn है लेकिन यह VAB 30 डिग्री है अब अगर आप डालते हैं तो अगर मैं इसे बना दूं तो अगर मैं इसे यहां बना दूं अगर मैं इसे VAB मान लूं तो यह मेरा VAB है यह एंगल 30 डिग्री है इसका मतलब है कि यह स्टार साइड लाइन वोल्टेज डेल्टा साइड लाइन वोल्टेज से एंगल 30 डिग्री से लीड करता है यह डेल्टा साइड लाइन टू लाइन वोल्टेज है और यह स्टार साइड लाइन टू लाइन वोल्टेज VAB है तो V केपिटल A केपिटल B तो VAB Vab से 30 डिग्री से लीड कर रहा है जिसका अर्थ है स्टार डेल्टा या डेल्टा स्टार के लिए 30 डिग्री की फेस शिफ्ट होगी समझे